नमस्कार पिछले व्याख्यान में हमने रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के काम करने इसके अनुप्रयोगों और व्यावहारिक रूप से उपलब्ध रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन के विनिर्देशों पर चर्चा की थी उसके बाद हमने ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स पर चर्चा शुरू की फिर हमने चर्चा की स्लो वेव स्ट्रक्चर के बारे में और ट्रैवल वेव ट्यूब्स में स्लो वेव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जाता है और फिर हमने हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब पर चर्चा शुरू की हमने हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स की संरचना पर चर्चा की है आज मैं हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के काम से शुरू करूंगा फिर मैं मैग्नेट्रॉन जैसे क्रॉस फील्ड माइक्रोवेव ट्यूब्स पर चर्चा करूंगा तो आइए हम हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के काम से शुरुआत करें तो यह हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब का बुनियादी चित्र है इसमें यह कैथोड है जहां से ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों को इंजेक्ट किया जाता है और यह कलेक्टर है जहां ट्यूब के माध्यम से यात्रा करने के बाद इलेक्ट्रॉनों को एकत्र किया जाता है और यह RF इंटरैक्शन क्षेत्र है जहां एक हेलिक्स संरचना है और हेलिक्स RF इनपुट के इस पॉइंट पर प्रदान किया गया है और हेलिक्स RF आउटपुट के इस पॉइंट पर लिया जाता है इस हेलिक्स के केंद्र में एक अटैंनूएटर है जिसे रिफ्लेक्टेड वेव को अटैंनूएटकरने के लिए रखा गया है और इस ट्यूब के चारों ओर एक परमानेंट मैग्नेट मौजूद है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉन बीम को एकत्रित रखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रदान करना है तो ये घटक इस हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में मौजूद हैं अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स में कैसे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को कैथोड से इस पॉइंट से इंजेक्ट किया जाता है और वे हेलिक्स संरचना में प्रवेश करने से पहले समान वेलोसिटी के साथ यात्रा करेंगे और हेलिक्स संरचना में प्रवेश करने के बाद उनके वेलोसिटी को मॉड्यूल एट किया जाता है और उस वेलोसिटी मॉड्यूलएट कैसे किया जाता है आइए हम देखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जब क्षेत्र 0 होता है तब हेलिक्स में प्रवेश करता है तो उस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को नहीं बदला जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो हेलिक्स में प्रवेश करता है जब क्षेत्र एक्सीलरेटिंग फील्ड होती है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट किया जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन हेलिक्स में प्रवेश करता है जब वह फील्ड रिटारडिंग फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट हो जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कम होगा फिर वे वेलोसिटीमाड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र RF इंटरएक्शन फील्ड में यात्रा करेंगे क्योंकि इस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के कारण वे इलेक्ट्रॉन के बंच बनाएंगे और ये बंच अगले साइकल में RF इंटरएक्शन फील्ड में मौजूद क्षेत्र को अपनी काइनेटिक एनर्जी प्रदान करेंगे इसलिए यह है कि RF इंटरएक्शन फील्ड में इलेक्ट्रॉनों को कैसे स्थानांतरित किया जाएगा और इस पॉइंट से आउटपुट लिया जाएगा और इस पॉइंट पर हेलिक्स को अपनी काइनेटिक एनर्जी देने के बाद वे कलेक्टर द्वारा एकत्र किए जाएंगे अब हम देखते हैं कि बंचिंग कैसे होती है और एटेन्यूएटर attenuator का प्रभाव कैसे और क्या होता है तो शुरू में इनपुट RF सिग्नल इस हेलिक्स को दिया जाता है इस प्रारंभिक सिग्नल की वजह से इलेक्ट्रॉनों का बंचिंग इस तरह होगा और ये बंच अगले साइकल में वहां मौजूद RF क्षेत्र को अपनी काइनेटिक एनर्जी देगा और इसके कारण RF सिग्नल का एमप्लीफिकेशन होगा जैसा कि आप इन दोनों से देख सकते हैं इसलिए यह इस की तुलना में एंपलीफायड सिग्नल है तो यह एंपलीफायड RF सिग्नल इलेक्ट्रॉन के सघन बंच का उत्पादन करेगा और इलेक्ट्रॉन के वे सघन बंच RFसिग्नल को और बढ़ाएंगे RF सिग्नल निरंतर एंपलीफाय होता है और इस RF सिग्नल को एटेन्यूएटर attenuator तक एंपलीफाय किया जाता है और एटेन्यूएटर में RF सिग्नल को अटैंनूएट किया जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम से RF सिग्नल तक बंचिंग और काइनेटिक एनर्जी की स्तांतरण की प्रक्रिया इस तरह होती है तो यह है कि हेलीकल स्ट्रक्चर में RF सिग्नल कैसे एमप्लीफाय किया जाता है एक और बात इलेक्ट्रॉन बीम और RF सिग्नल की इंटरेक्शन के दौरान हमने इन दोनों के वेलोसिटी के बारे में बात नहीं की है वेलोसिटीको हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में मौजूद हेलीकल स्ट्रक्चर द्वारा तुलनीय बनाया गया है जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि यह हेलीकल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव् electromagnetic wave के फेज वेलोसिटी को कम करती है और उस वजह से इलेक्ट्रॉन बीम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव् electromagnetic wave को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है वह राशि जिसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव् electromagnetic wave के वेलोसिटी को कम किया जाता है यह हेलिक्स की टर्न के नंबर और हेलिक्स के डायमीटर से तय किया जा सकता है तो यह सब हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के काम के बारे में है अब हम वास्तविक रूप से उपलब्ध हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स के विनिर्देशों पर आगे बढ़ते हैं तो फ्रिक्वेंसी की रेंज जिस पर हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स काम कर सकते हैं वह 1 GHz से 100 GHz तक है और यह 10 KW औसत तक आउटपुट पावर उत्पन्न कर सकता है और हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स का गेन 10 dB तक होसकता है और हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स की एफिशिएंसी लगभग 20 से 40 होती है अब हम हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के अनुप्रयोग देखते हैं हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब का इस्तेमाल ब्रॉडबैंड माइक्रोवेव रिसीवर में लो नॉइस RF एम्पलीफायरों के रूप में किया जा सकता है और ब्रॉडबैंड संचार लिंक और लंबी दूरी की टेलीफोनी में हमें सिग्नल को बढ़ाने के लिए रिपीटर्स की आवश्यकता होती है और उन रिपीटर्स में इन हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स को सिग्नल एम्पलीफाय करने के लिए एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब का उपयोग संचार उपग्रहों में भी बिजली उत्पादन ट्यूब के रूप में किया जा सकता है ये हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स को मध्यम पावर या हाई पावर सैटेलाइट ट्रांसपोंडर आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उनकी उच्च पावर और बड़े बैंडविड्थ के कारण उनका उपयोग ट्रोपोस्कैटर लिंक में भी किया जा सकता है हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स के कुछ और अनुप्रयोग ऐसे हैं जैसे कि वे एक एयर बॉर्न शिप बॉर्न पल्स हाई पावर रडार का उपयोग कर सकते हैं उनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैंजर सिस्टम में भी किया जा सकता है और उनका उपयोग फेसड ऐरे रडार में भी किया जा सकता है तो यह हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के अनुप्रयोगों के बारे में है रेफर स्लाइड टाइम 0850 चूंकि हमने ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायरों और मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायरों पर चर्चा की है इसलिए हम इन दोनों की तुलना करते हैं क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायरों में कई कैविटीज़ होती हैं एक इनपुट कैविटी है जिसे बचर कैविटी भी कहा जाता है एक अन्य आउटपुट कैविटी है जिसे कैचर कैविटी भी कहा जाता है और कई कैविटीज़ का उपयोग उन दो इनपुट और आउटपुट कैविटीज़ के बीच में भी किया जा सकता है जिन्हें मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायरों के गेन को बढ़ाने के लिए री एंट्रेंट के रूप में कहा जाता है जबकि ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायरोंमें सर्किट नॉन रेजोनेंट माइक्रोवेव सर्किटnon resonant microwave circuit है अब अगला अंतर क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर एक संकीर्ण बैंड डिवाइस है जबकि ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर एक वाइडबैंड डिवाइस है और क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायरों की ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायरों की तुलना में उच्च एफिशिएंसी है और जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर के संचालन की फ्रीक्वेंसी 50 Ghz तक है जबकि एक ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर के संचालन की आवृत्ति 100 GHz तक है और क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायरों लो पावर एम्पलीफायर हैं तो वे केवल 25 W तक संभाल सकते हैं जबकि ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स एम्पलीफायर उच्च पावर एम्पलीफायर हैं जो 200 W तक की पावर को संभाल सकते हैं क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर और ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर के बीच एक और बड़ा अंतर यह है कि इलेक्ट्रो बीम और RF क्षेत्र की इंटरैक्शन केवल क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर में रेजोनेंट कैविटीज़ के किनारों पर होती है जबकि ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर में इलेक्ट्रॉन बीम और RF क्षेत्र की इंटरेक्शन सर्किट की पूरी लंबाई या हेलीकल स्ट्रक्चर पर निरंतर होती है और क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायरों में प्रत्येक कैविटी स्वतंत्र रूप से संचालित होता है जबकि कपल्ड कैविटी में ट्रैवलिंग वेव ट्यूब कपल्ड कैविटीज़ के बीच मौजूद होते हैं और अंतिम अंतर है क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर में वेव नॉन प्रॉपेगेटटिव है जबकि ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में वेव प्रॉपेगेटिव है तो यह सब क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर और ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायरों के बीच अंतर के बारे में है अब तक हमने लीनियर बीम ट्यूबों उनके विभिन्न वर्गीकरणों के बारे में चर्चा की है अब हम एम टाइप ट्यूबोंM type tubes पर चर्चा करेंगे एम प्रकार के माइक्रोवेव ट्यूबों को क्रॉस फील्ड माइक्रोवेव ट्यूब भी कहा जाता है जिसमें DC इलेक्ट्रिक फील्ड DC मैग्नेटिक फील्ड के लिए परपेंडिकुलर है जैसा कि नाम क्रॉस फील्ड बताता है दोनों फ़ील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये क्रॉस फील्ड ट्यूब तीन प्रकार की होती हैं पहला एक रेजोनेंट प्रकार है दूसरा एक नॉन रेजोनेंट है और अंतिम एक मेसर इफेक्ट पर आधारित संरचना है अब मेसर इफेक्ट क्या है मासेर रेडिएशन के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा माइक्रोवेव एमप्लीफिकेशन है और माइक्रोवेव ट्यूब का उदाहरण जो मेसर इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है वह है गायरोट्रॉन तोगायरोट्रॉनइलेक्ट्रॉनों को जो तगड़े मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से चलती है उन्हें साइक्लोट्रॉन रेजोनेंट द्वारा उत्तेजित करके उच्च आवृत्ति पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव् को उत्पन्न करता है और ये गायरोट्रॉन 500 MHz तक आउटपुट फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर सकते हैं और ये गायरोट्रॉन 20 GHz से लगभग 500 GHz तक आउटपुट फ्रिक्वेंसी पैदा कर सकता है और वे 2 MW तक आउटपुट पावर उत्पन्न कर सकते हैं और गायरोट्रॉन माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग औद्योगिक हीटिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है जैसे कि न्यूक्लियर क्यूशन में वे प्लास्मा को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है तो यह सब गायरोट्रॉन के बारे में है अब रेजोनेंट स्ट्रक्चर में इस तरह की माइक्रोवेव ट्यूब्स में कई वेव और कई रीएंन्ट्रेंट कैविटीज़ का उपयोग किया जाता है रेजोनेंट माइक्रोवेव ट्यूबों का उदाहरण एक मैग्नेट्रोन है और नॉन रेजोनेंट प्रकार की संरचनाओं को फॉरवर्ड संरचनाओं और बैकवर्ड संरचनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और आगे उन संरचनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जिनमें रीएंन्ट्रेंट कैविटीज़ हैं और बिना रीएंन्ट्रेंट कैविटीज़ के स्ट्रक्चर्स तो यह सब क्रॉस फील्ड माइक्रोवेव ट्यूबों के वर्गीकरण के बारे में है अब मैग्नेट्रोन ऑसिलेटर्स पर चलते हैं आम तौर पर मैग्नेट्रोन ऑसिलेटर्स में कैथोडऔर एनोड के कुछ रूप होते हैं जो DC मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर DC इलेक्ट्रिक फील्ड पर संचालित होते हैं और इस क्रॉस फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉनों की आवाजाही एक घुमावदार रास्ते में होगी ये मैग्नेट्रोन ऑसिलेटर्स तीन प्रकार के होते हैं पहला एक स्प्लिट एनोड मैग्नेट्रोन है दूसरा एक साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मैग्नेट्रोन है और तीसरा एक ट्रैवललिंग वेव मैग्नेट्रोन है स्प्लिट एनोड मैग्नेट्रोन एनोड के दो खंडों के बीच स्थिर नेगेटिव रजिस्टेंस का उपयोग करता है और इस वजह से इन प्रकार के ऑसिलेटर्स की एफिशिएंसी कम है और ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के नीचे उपयोगी हैं और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मैग्नेट्रोन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन ऑस्किलेशंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के समानांतर हैउनके बीच सिंक्रनाइज़ेशन के प्रभाव के तहत काम करते हैं और इन प्रकार के मैग्नेट्रोन में कम एफिशिएंसी होती है और वे केवल कम आउटपुट पावर पैदा कर सकते हैं और ट्रैवललिंग वेव मैग्नेट्रोनTRAVELING WAVE में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रॉनों की इंटरेक्शन होती है जैसा कि हमने ट्रैवललिंग वेव लीनियर बीम ट्यूबों में चर्चा की है इसलिए ट्रैवलिंग वेव स्ट्रक्चर्स की वजह से वे उच्च आउटपुट पावर उत्पन्न कर सकते हैं और अन्य दो की तुलना में उनकी बेहतर एफिशिएंसी है और कई प्रकार के ट्रैवलिंग वेव मैग्नेट्रॉन होते हैं जैसे कि सिलैंडरिकल मैग्नेट्रोन लीनियर मैग्नेट्रोन कोएक्सियल मैग्नेट्रोन और वोल्टेज ट्यूनएबल मैग्नेट्रॉन इनवर्टटिड मैग्नेट्रोन और फ्रीक्वेंसी एजाइल मैग्नेट्रॉन इन सभी प्रकार के मैग्नेट्रोन का कार्य कुछ समान है तो हम केवल एक सिलैंडरिकल cylindricalमैग्नेट्रॉन पर चर्चा करेंगे सिलैंडरिकल cylindrical मैग्नेट्रॉन और प्लेनर या लीनियर मैग्नेट्रॉन में अंतर उनकी संरचना का है सिलैंडरिकल cylindrical मैग्नेट्रोन में कैथोड और एनोडसिलैंडरिकल cylindrical रूप के होते हैं जबकि लीनियर या प्लेनर मैग्नेट्रॉन में कैथोड और एनोड प्लैनर रूप या लीनियर रूप के होते हैं और वोल्टेज ट्यून करने योग्य मैग्नेट्रोन ब्रॉडबैंड मैग्नेट्रोन हैं जिसमें आवृत्ति बदल जाती है यदि हम एनोड और एकमात्र के बीच लागू वोल्टेज को बदलते हैं तो यह इन सभी के बारे में है अब हम सिलैंडरिकल cylindrical मैग्नेट्रॉन पर चर्चा करते हैं सिलैंडरिकल cylindrical मैग्नेट्रॉन को मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन भी कहा जाता है इसमें कैथोड और एनोड सिलैंडरिकल cylindrical आकार के होते हैं और कैथोड और फिलामेंट को ट्यूब के केंद्र में रखा जाता है और ये फिलामेंट लीड द्वारा समर्थित हैं कैथोड उच्च उत्सर्जन सामग्री से बना है ताकि अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होने पर यह इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके और एनोड और कैथोड के बीच के स्थान को RF इंटरैक्शन स्पेसकहा जाता है और कैथोड की परिधि के चारों ओर 8 से 20 सिलैंडरिकल cylindrical कैविटी हैं और उन कैविटीज को रेजोनेंट कैविटीज या री एंट्रेंट कैविटीज के रूप में कहा जाता है और प्रत्येक कैविटी के लिए एक स्लॉट है जो कैविटी को RF इंटरैक्शन स्थान से जोड़ता है और इन कैविटीज में से प्रत्येक एक समानांतर रेजोनेंट सर्किट के रूप में कार्य करता है जैसा कि इसके द्वारा दिखाया गया है तो यह एक समानांतर रेजोनेंट सर्किट या एक टैंक सर्किट है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक समानांतर रेजोनेंट सर्किट के द्वारा दिया जाता है स्लॉट जो इंटरेक्शन रीजन के साथ कैविटी को जोड़ता है कैपेसिटर के रूप में कार्य करता है और कैविटी की दीवारें एक इंडक्टर के रूप में कार्य करती हैं तो इस गैप के भौतिक आयाम द्वारा कैपेसिटर को निर्धारित किया जा सकता है और इस कैविटी के भौतिक आयाम द्वारा इंडक्टेंस को निर्धारित किया जा सकता है तो इस कैविटी की रिजोनेंट फ्रिकवेंसी को कैविटी के भौतिक आयामों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है अब एक और बात DC वोल्टेज कैथोड और एनोड के बीच लागू होती है और कैथोड की एक्सेस के साथ मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल रूप से है और मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत हैं और DC वोल्टेज V0 और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग बदलके इलेक्ट्रॉन का मार्ग बदला जा सकता है इसलिए इन दो मापदंडों डीसी वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड का ठीक से चयन करके इलेक्ट्रॉनों पथ को साइक्लॉयडल बनाया जा सकता है और यह DC वोल्टेज और मैग्नेटिक फ्लक्स पर निर्भर करता है तो यह सब एक मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन की संरचना के बारे में है अब हम मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन के कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन के कामकाज को चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है चरण एक DC फील्ड में इलेक्ट्रॉन बीम की उत्पादन और एक्सलरेशन है और दूसरा चरण एक AC फील्ड में इलेक्ट्रॉन बीम का वेलोसिटी मॉड्यूलेशन है और तीसरा चरण बंच फॉर्मेशन या स्पेस चार्ज व्हील फॉर्मेशन है और अंतिम चरण AC फील्ड में ऊर्जा का वितरण है अब हम एक एक करके इन चरणों पर चर्चा करेंगे आइए हम पहले चरण पर चर्चा करें जो एकDC फील्ड में इलेक्ट्रॉन बीम की उत्पादन और एक्सलरेशन है इसलिए इस एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है और यह इस एनोड के संबंध में नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखाएं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होंगी जो कि एनोड से कैथोड रेडियली रूप से भीतर की ओर होगी और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स F q E होगा इसलिए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कैथोड से एनोड रेडियल रूप से बाहर की ओर होगा इसलिए यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो केवल इलेक्ट्रॉनों पर कैथोड से एनोड तकDC इलेक्ट्रिक फोर्स होगी तो इस कैथोड से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन इस ब्लू लाइन की तरह रेडियल रूप से एनोड की ओर बढ़ेंगे अब यदि एक कमजोर मैग्नेटिक फील्ड लागू किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर परिणामी फोर्स इस दिशा में होगा तो इलेक्ट्रॉन इस मार्ग में आगे बढ़ेगा अब यदि हम मैग्नेटिक फील्ड magnetic field की ताकत बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मार्ग अधिक झुक जाएगा और हम मैग्नेटिक फील्ड magnetic field की ताकत को और बढ़ाते हैं फिर एक पॉइंट पर एनोड से इलेक्ट्रॉन का डिफलेक्शन होगा और वह कैथोड में वापस आ जाएगा और इस समय ट्यूब में कोई करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत जिसके बाद माइक्रोवेव ट्यूब में कोई करंट नहीं होता है इसे कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है और जो हल कट ऑफ मैग्नेटिक समीकरण द्वारा दिया जाता है इसी तरह हल कट ऑफ DC वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज समीकरण द्वारा दिया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन बीम के मार्ग पर विभिन्न मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का प्रभाव है अब इलेक्ट्रॉन बीम के पथ परAC फ़ील्ड के प्रभाव को देखते हैं तो DC इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड से कैथोड के भीतर रेडियल रूप से मौजूद है एक और बात अगर एक कैविटी ऑसिलेटर्स शुरू करता है तो यह 180 0 के फेज डिले के साथ अगली कैविटी को उत्तेजित करता है और इसके कारण कैविटी में AC विद्युत क्षेत्र होगा और इस संरचना में समग्र विद्युत क्षेत्र DC इलेक्ट्रिक फील्ड ELECTRIC FIELD और एसी इलेक्ट्रिक फील्ड का योग होगा इसलिए इलेक्ट्रॉनों DC इलेक्ट्रिक फील्ड ELECTRIC FIELD की वजह से कैथोड से एनोड तक रेडियल रूप से बाहर की ओर जाएंगे और जब वे AC इलेक्ट्रिक फील्ड ELECTRIC FIELD में प्रवेश करेंगे तो उनका मार्ग झुक जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो एनोड के पॉजिटिवली चार्जड भाग की ओर बढ़ता है या जो भाग अधिक पॉजिटिवली चार्जड होता है उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सलरेटेड किया जाएगा और उन्हें इस एनोड से विक्षेपित किया जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड के कम पॉजिटिवली चार्जड हिस्से की ओर बढ़ते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को विघटित किया जाएगा और उनकी ऊर्जा को वहां मौजूद AC फील्ड में स्थानांतरित किया जाएगा तो यह है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को कैविटी में मौजूद AC फील्ड में कैसे स्थानांतरित करते हैं अब हम स्पेस चार्ज व्हील फॉर्मेशन पर चलते हैं इसलिए यहां मौजूद क्षेत्रों द्वारा इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के कारण और कैथोड से एनोड तक जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संचयी कार्रवाई और कुछ इलेक्ट्रॉनों एनोड से कैथोड में लौट रहे हैं इन तीनों की संयुक्त कार्रवाई से एक स्ट्रक्चर चलता है जो की एक पहिया के चलते हुए प्रवक्ता से मिलती जुलती है अब देखते हैं कि इस संरचना में ओसीलेशन को कैसे बनाए रखा जाता हैं इस कैथोड से उत्सर्जित होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों को DC इलेक्ट्रिक फील्ड ELECTRIC FIELD से ऊर्जा प्राप्त होती है जिनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को कैविटीज़ में मौजूद AC फिल्ड में स्थानांतरित करते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों को ओसीलेशन को बनाए रखने में मदद मिलती है क्योंकि वे डीसी क्षेत्रों से ऊर्जा लेते हैं और AC फिल्ड को अपनी ऊर्जा छोड़ देते हैं तो यह है कि मल्टी कैविटी मैग्नेट्रोन में ओसीलेशन oscillations को कैसे बनाए रखा जाता है अब हम एक मैग्नेट्रोन के विनिर्देशों पर चलते हैं फ्रीक्वेंसी की सीमा जिस पर मैग्नेट्रोन काम कर सकता है 500 MHz से लगभग 12GHz तक है और मैग्नेट्रोन द्वारा उत्पादित पावर आउटपुट लगभग 40 MW तक हो सकता है और यह तब प्राप्त किया जा सकता है जब हम 10 GHz पर लगभग 50 KV के DC वोल्टेज देते हैं और इस तरह के मैग्नेट्रोन की एफिशिएंसी काफी अच्छी है जो 40 से 70 तक है मैग्नेट्रॉन का उदाहरण थॉमसन TH3074A मैग्नेट्रॉन है जिसमें फ्रीक्वेंसी 85 से 95 GHz तक होती है और यह 220 KW तक की पावर पैदा कर सकता है तो एनोड वोल्टेज 215 KV के बराबर है और एनोड करंट 274 A है अब हम मैग्नेट्रोन ऑसिलेटर्स magnetron oscillatorsके अनुप्रयोगों पर चलते हैं तो मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर्स का उपयोग रडार ट्रांसमीटरोंradar transmitters में किया जा सकता है उनका उपयोग औद्योगिक हीटिंग में भी किया जा सकता है और मैग्नेट्रॉन का एक बहुत ही ज्ञात उदाहरण है जो माइक्रोवेव ओवन है और इस माइक्रोवेव ओवन की मानक शक्ति लगभग 600 W है और जिस फ्रीक्वेंसी पर यह काम करता है वह लगभग 245 GHz है और यह 915 MHz पर भी काम कर सकता है तो यह सब मैग्नेट्रोन के अनुप्रयोगों के बारे में है अब हम माइक्रोवेव ट्यूबों की तुलना पर चलते हैं तो यह वर्टिकल एक्सिस औसत पावर है जिसे माइक्रोवेव ट्यूबों द्वारा प्रदान किया जा सकता है और यह हॉरिजॉन्टल एक्सिस वह फ्रीक्वेंसी हैं जिनके ऊपर ये माइक्रोवेव ट्यूब काम कर सकती हैं इसलिए जैसा कि हमने चर्चा की है कि हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के नीचे से लेकर सैकड़ों गीगाहर्ट्ज़ तक काम कर सकती हैं और यह कुछ किलोवाट से लेकर कुछ वाट तक आउटपुट पॉवर प्रदान कर सकती है और जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है इन माइक्रोवेव ट्यूबों द्वारा प्रदान की जाने वाली पावर घट जाती है और जैसा कि हमने चर्चा की कि क्लेस्ट्रॉन माइक्रोवेव ट्यूब गीगाहर्ट्ज के अंश से लेकर लगभग सैकड़ों गीगाहर्ट्ज तक काम कर सकती हैं और यह लगभग 10 GHz तक की बहुत बड़ी रेंज के लिए कुछ मेगाहर्ट्ज की उच्च शक्ति प्रदान कर सकता है और जैसे जैसे आवृत्ति पावर बढ़ती जाती है आउटपुट में भारी कमी आती है और बहुत अधिक आवृत्ति जो कि 100 गीगाहर्ट्ज़ पर होती है यह केवल दसियों वाट शक्ति प्रदान कर सकती है जैसा कि मैंने चर्चा की कि गै गायरोंट्रेन20 GHz से लेकर 500 या 600 GHz तक काम करता है और वे बड़ी मात्रा में आवृत्तियों के लिए लगभग 2 MWs की उच्च पावर प्रदान कर सकते हैं जो कि 20 GHz से लगभग 200 GHz तक है और उसके बाद पावर आउटपुट में भारी कमी आती है और लगभग 500 या 600 GHz पर यह केवल दसियों 110W पावर प्रदान कर सकता है इसलिए पावर आउटपुट की आवश्यकता पर निर्भर करता है और आवृत्तियों की सीमा किसी विशेष माइक्रोवेव ट्यूब को चुना जा सकता है तो यह सब माइक्रोवेव ट्यूब के बारे में है बस माइक्रोवेव ट्यूबों में संक्षेप करने के लिए हमने एक लीनियर बीम ट्यूबों के साथ शुरू किया जिसमें काम करने का सिद्धांत वेलोसिटी और करंट मॉड्यूलेशन है हमने दो कैविटी क्लेस्ट्रॉन तीन कैविटी क्लेस्ट्रॉन पर चर्चा की और फिर हमने रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर्स पर चर्चा की और ये तीनों लो पॉवर माइक्रोवेव ट्यूब हैं उसके बाद हमने हेलिक्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब पर चर्चा की जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को धीमा करने के लिए सलो वेव संरचनाओं का उपयोग किया जाता है उसके बाद हमने क्रॉस माइक्रोवेव ट्यूब के बारे में चर्चा की और हमने गायरोंट्रेन के बारे में बहुत कम चर्चा की और हमने मैग्नेट्रॉन के बारे में विस्तार से चर्चा की धन्यवाद